पिछले व्याख्यान में हमने सिद्धांत घटक विश्लेषण की गणना के बारे में चर्चा की थी और हम अब डेटा बिंदुओं के निचले आयामी निरूपण का पता कैसे लगा सकते हैं जो एक विशेष स्थान में दर्शाए गए हैं अब आइए विचार करें कि PCA का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कौन से अनुप्रयोग संभव हैं अब हम यहां तीन प्रमुख अनुप्रयोगों पर विचार करेगें तो उनमें से एक डेटा कम्प्रेशन है जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं वास्तव में आपको डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई आयामों की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं डेटा प्रतिनिधित्व की दक्षता है इसके लिए डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमे कम संग्रहण की आवश्यकता होती है तो यह ऑर्थोनॉर्मल आधारित वेक्टर का एक बेस्ट सेट डेटा बिंदुओं के सेट के लिए प्रदान करता है क्योंकि हमने इमेज ट्रांसफ़ॉर्म के मामले में देखा है कि ऑर्थो नॉर्मल बेस वैक्टर किसी भी डेटा पॉइंट को दूसरे स्पेस में बदलने के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं और अगर आपने बेस वैक्टर ठीक से चुने हैं तो हम उसके रिप्रेजेंटेशन की रिडनडेन्सी को कम कर सकते हैं तो PCA में हमें वह फायदा होता है जो वास्तव में ऑर्थोनॉर्मल बेस वैक्टर का बेस्ट सेट है जो हमें उस तरह का परिवर्तन देगा लेकिन यह डेटा पर निर्भर है जो यहाँ एक मुद्दा है इसलिए डेटा बिंदुओं के हर सेट के लिए हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है इस विश्लेषण को संपन्न करें और फिर ऑर्थोनॉर्मल बेस वैक्टर के एक नए सेट की गणना करें जो डेटा कम्प्रेशन के दृष्टिकोण से बहुत सुविधाजनक नहीं है क्योंकि कम्प्रेशड डेटा के साथ तो हमें ऑर्थोनॉर्मल बेस वैक्टर की इस जानकारी को भी बताना होगा जो इसके लिए एक अवलोकन है हालाँकि और इन बेस वेक्टर को कार्हुनेन्न लोएवे कहते हैं या परिवर्तन को कार्हुनेन्न लोएवे रूपांतरण कहा जाता है जो डेटा का एक बेस्ट प्रतिनिधित्व है जैसा कि हमने उल्लेख किया है वास्तव में कई मानक बेस वैक्टर उन्हें संकेतों या छवियों के कुछ सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के इगन वेक्टर के रूप में दिखाया जा सकता है उदाहरण के लिए टाइप 2 DCT आधार वैक्टर को दिखाया गया है जैसे यह लगभग 2 D मैट्रिक्स के इगन वेक्टर है जिसमें j kth प्रविष्टियां r j k के रूप में होती हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है तो ये वे हैं जो एड्जेसेंट सेम्प्लस j और k के मध्य के बीच संबंध का दर्शाते हैं तो अगर j और k यह उस स्थान से बहुत अधिक विचलन करता है तो ऐसा नहीं है कि यह एड्जेन्सी कम है और फिर कोरिलेशन कम होना चाहिए तो चूँकि r एक मान है जो 1 से कम है इसलिए जैसा कि यह j k इस परिमाण को बढ़ाता है वह कम हो जाएगा और इस मूल्य में कमी होगी तो हमारे पास कम कोरिलेशन हैं लेकिन उच्च कोरिलेशन के लिए इसलिए एड्जेसेंट सेम्प्लस को लेते है जो अपेक्षित है कि वे कोरिलेटेड होने चाहिए अब इस तरह के आंकड़ों के साथ यह दिखाया गया है कि ये बेस वैक्टर हैं इसका मतलब है कि इगन वेक्टर लगभग टाइप 2 DCT बेस वैक्टर के समान हैं और यही कारण है कि टाइप 2 DCT इतना है जो सिग्नल और छवियों के एक बड़े वर्ग को दर्शाने के लिए पर्याप्त है इसलिए जैसा कि हमनें संकेतों के एक बहुत ही उपयोगी वर्ग के लिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स का उल्लेख किया है जहां r एड्जेसेंट सेम्प्लस के बीच प्रमुख कोरिलेशन है और यह हमारे साथ 1 वैल्यू पर है इसलिए यह प्राकृतिक छवियों और प्राकृतिक संकेतों को इस प्रकार के आँकड़े के साथ दर्शाने की कोशिश कर रहा है यह उस हिस्से को मॉडल करने की कोशिश कर रहा है PCA या अन्य आवेदकों का लाभ जो अलग अलग अनुप्रयोगों में भी उपयोग किया जाता है यह है कि कि यह घटकों को डी कोरिलेट करता है हमने पहले से ही उदाहरण में देखा है कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स बताते हैं कि मूल डेटा के लिए विभिन्न घटकों के बीच उच्च कोरिलेशन हैं लेकिन वास्तव में PCA के प्रदर्शन के बाद वे उन कोरिलेशन्स को काफी हद तक कम कर रहे हैं तो यह लगभग 0 होगा और इस मामले में आदर्श रूप से भी यह 0 ही होगा तो यह कैसे घटकों को डी कोरिलेट करता है तो इस विशेषता का उपयोग करके इस तरह के अनुप्रयोगों में से एक यह है कि हम नए रंगीन स्थान का पता लगा सकते हैं जब रंगीन चित्र RGB रंग स्थान में पदर्शित होते हैं तो वे अत्यधिक कोरिलेटेड होते हैं इसलिए यहां एक कार्य है जो इस संदर्भ में दिया है यह ओहता कनाडे और सकई द्वारा किया गया कार्य है इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में रंगीन चित्र लिए और उन्होंने रंग चित्रों के विभिन्न ब्लॉकों का उपयोग करके PCA का प्रदर्शन किया और फिर पाया कि इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर और वे इगन वेक्टर जो डेटा है जो हमें परिवर्तन का नया स्थान देते हैं तो वास्तव में हमने पाया कि अगर हम इस तरह से उन इगन वेक्टर का उपयोग करके रंगीन घटक को रूपांतरित करते हैं तो R G B 3 में R B दूसरा घटक है और 2 तीसरा घटक है अब ये उनके प्रमुख घटक विश्लेषण के प्रिंसिपल घटक हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन हम रंग परिवर्तनों का प्रदर्शन कर रहे हैं जहां एक तेज तीव्रता वैल्यू का संकेत दे रहा है और अन्य दो वे क्रोमैटिक अवयव हैं तो यह हो सकता है कि इस PCA के माध्यम से ही प्राप्त किया गया हो PCA के प्रमुख अनुप्रयोग तब होते हैं जब हमारे पास चित्रों में अधिक संख्या में घटक होते हैं इसलिए रंगीन छवियों में उनके केवल तीन घटक होते हैं लेकिन अगर हम रिमोट सेंसिंग छवियों पर विचार करते हैं तो ये घटक बहुत बड़े हो सकते हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के रिमोट सेंसिंग चित्र हैं जिनका उपयोग हम बैंड और इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव लेंथ बैंड के आधार पर कर रहे हैं तो मल्टीस्पेक्ट्रल हाइपरस्पेक्ट्रल अल्ट्रास्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेज और कई बैंड हो सकते हैं जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल यह 10 का एक बैंड हो सकता है हाइपरस्पेक्ट्रल यह 100 का एक बैंड हो सकता है अल्ट्रा स्पेक्ट्रल यह 1000 का एक बैंड हो सकता है हमारे पास इतने सारे अलग अलग बैंड हैं तो अब उन बैंड का उपयोग करके एक कुशल डेटा प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त करें तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पिक्सेल पर इसका आयाम है डेटा आयाम दर्शा रहा है कि क्या यह बैंड नंबर N है हमने जिस डेटा का उल्लेख किया है वह N है तो वहाँ इस प्रकार की आयाम की कमी बहुत उपयोगी हो जाती है हम कटौती के बाद केवल उन घटकों का पता लगा सकते हैं हम उन घटकों को कम कर सकते हैं जो डी कोरिलेटेड हैं और प्रसंस्करण की अनुमति का विश्लेषण करने के लिए या विभिन्न जमीनी सच्चाई या विभिन्न स्तर की जानकारी के साथ कोरिलेट करने के लिए उन घटकों का उपयोग करते हैं तो कोरिलेटेड जानकारी को विशेष रूप में दर्शाने के लिए PCA आवश्यक है यह एक उदाहरण है जहां मैं एक हाइपरस्पेक्ट्रल छवि के PCA घटक को दिखा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यह PCA से शुरू होता है जो अधिकतम वेरिएन्स अधिकतम इगेन वेल्यू से मेल खाता है हमारे पास बहुत सारी जानकारी और विवरण है और यह इस मामले में एक न्यूनतम इगन वैल्यू है यह वास्तव में 12 वीं इगन वैल्यू है अब यदि इस मामले में बैंड की संख्या निर्दिष्ट नहीं है तो हमें लगता है कि इस मामले में बाइंड की संख्या 20 है तो यह एक न्यूनतम है वास्तव में ऐसी कोई जानकारी नहीं है यहां लगभग कोई भी विवरण दिखाई नहीं देता है तो यह PCA का लाभ है हम प्राथमिकता दे सकते हैं या हम उन बैंडों का संदर्भ दे सकते हैं जिनमें अधिक सूचनाएँ हैं और मान लें कि यह एक PCA 1 है यह बैंड PCA 2 दूसरा बैंड तीसरा बैंड है जब हम उत्तरोत्तर PCA के घटकों को ऊपर से नीचे और का दाएं से बाएं कि तरफ स्कैन करते हैं तो हम अंततः पाएंगे विवरण धीरे धीरे ख़तम हो रहे हैं और यह लगभग एक समतल क्षेत्र की तरह हो जाता है और इसलिए इस जानकारी का विश्लेषण करने के लिए हम इस घटक का उपयोग कर सकते हैं यदि यह उन सूचनाओं को प्रदर्शित कर रहा है जो यहीं हैं तो यह तब होता है जब घटक के बाद संदर्भ समय 0922 बहुत अधिक विवरण उपलब्ध हैं और यह इस प्रतिनिधित्व में उस डेटा रिडनडेन्सी को हटा देता है PCA का तीसरा अनुप्रयोग कारक विश्लेषण हो सकता है और यह डी कोरिलेटेड कारकों को उजागर करता है तो हम उससे संबंधित कारकों का पता लगा सकते हैं यहां तक कि रंग घटक जो हमने दिखाया है यह उन कारकों तीव्रता कारकों कोमा कारकों और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है यह कारक विश्लेषण वर्गीकरण के लिए बहुत उपयोगी है उदाहरण के लिए हम मानव मानव चेहरों का प्रदर्शित करने के लिए इगन वैल्यू पर विचार करते हैं इसलिए यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम यहां क्या कर रहे हैं हम एक ही आकार के मानव चेहरे की समूह की एक बड़ी संख्या पर विचार करते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं जैसे कि यह केवल सरल क्रॉपिंग नहीं है हम मानव चेहरे के विभिन्न भागों को ऊपर से समान दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम PCA का उपयोग करते है और किसी भी अर्बिटरी चेहरे को हम उन इगन फेस के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब है PCA के उपयोग से हमें इगन वेक्टर मिलते हैं जिन्हें यहाँ इगन फेस कहा जाता है तो रैखिक संयोजन के गुणांक एक अर्बिटरी चेहरे को प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ एक उदाहरण है जिसमें चार इगन फेस दिख रहें है इसलिए अगर मैं किसी भी अर्बिटरी चेहरे पर विचार करता हूं तो कम से कम मैं इन कारकों का उपयोग करके इस PCA का उपयोग करके चार आयामी वेक्टर को प्रदर्शित कर सकते हैं और फिर बाद में हम इसे वर्गीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं तो यह एक और अनुप्रयोग है कि हम उन कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं उन प्रदर्शन या किसी भी वर्गीकरण या उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं हम कह सकते हैं यह एक पाइपलाइन है इसलिए हम कारक विश्लेषण करते हैं और फिर इस प्रदर्शन को हम वर्गीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम अब एक और प्रकार के डायमेंशन रिडक्सन पर चर्चा करेगें वास्तव में यहाँ हमारा उद्देश्य वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अधिक है पिछली स्लाइड में हमनें देखा है कि PCA का उपयोग कारक विश्लेषण के लिए कैसे किया जा सकता है और उन कारकों को वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उन कारकों का प्रतिनिधित्व वर्गीकरण के लिए कुशल हो खासकर यदि हम लीनियर डिसक्रिमिनेट फंक्शन पर विचार कर रहे हों इसलिए हम उन प्रकार के आयामी रिडक्सन पर विचार करेंगे जहां यह लीनियर डिसक्रिमिनेशन वास्तव में सरल हो जाता है यह एक सरल डिसक्रिमिनेशन है जिसे इसे हम केवल एक आयामी घटक के लिए कम कर रहे हैं तो इस लीनियर डिसक्रिमिनेट का उद्देश्य है जो आविष्कारक रोनाल्ड फिशर द्वारा विशेष लीनियर डिसक्रिमिनेशन के रूप में जाना जाता है एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटिस्टिसियन है और यह एक डेटासेट के अधिकतम वेरिएन्स की दिशा को दर्शाता है इसलिए लेबल डेटासेट के लिए यह विभिन्न स्तरों के डेटा बिंदुओं के समूहों के बीच अधिकतम पृथक्करण की दिशा पर कैप्चर नहीं करता है तो यहाँ बात यह है कि PCA यह डेटा सेट के लिए अधिकतम variance की दिशा को दर्शाता है न कि विसियस लीनियर डिसक्रिमिनेट और लेकिन अगर हमें लगता है कि डेटासेट लेबल है तो यह अधिकतम पृथक्करण पर कैप्चर नहीं कर सकता है इसलिए हम देख रहें हैं तथा इसे डायग्राम के संबंध में समझ सकते हैं विचार करें कि डेटा बिंदुओं के दो समूह हैं ये लेबल किए गए डेटा बिंदु हैं एक को त्रिकोण द्वारा दिखाया गया है दूसरे समूहों को अलग अलग रंगों द्वारा दीर्घवृत्त द्वारा दिखाया गया है अब अधिकतम वेरिएन्स की दिशा एक डॉटेड लाइन है जो कि दिशा हो सकती है साथ ही इन डेटा बिंदुओं के सभी प्रोजेक्शन की दिशाओं के अनुसार उनके पास अधिकतम वेरिएन्स होगा लेकिन अगर हम प्रोजेक्शन को ले रहे हैं जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि इन अंतरालों के भीतर प्रोजेक्टेड डेटा बिंदु वहां हैं जो वे आपस में जुड़े हुए हैं तो वे अच्छी तरह से अलग नहीं हैं इसलिए उन्हें सरल अंतराल नियमों का उपयोग करके अलग नहीं किया जा सकता है उन्हें उसे नियमों से डिसक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है लेकिन जब हम दूसरी दिशा पर विचार करते हैं तो यह कहता है कि यह एक दूसरी नई दिशा है और यदि हम प्रोजेक्शन लेते हैं तब हम देख सकते हैं कि इस समूह के लिए सभी प्रोजेक्टेड बिंदु वे इस अंतराल में स्थित हैं और इन समूह के लिए सभी प्रोजेक्टेड बिंदु वे इस अंतराल के भीतर उस विशेष दिशा के साथ प्रोजेक्शन की दिशा में स्थित हैं इसलिए वे अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं और जैसा भी हो यह मुख्य घटक की दिशा वास्तव में हमें डेटा बिंदुओं के बीच अच्छा अलगाव प्रदान नहीं कर रहा है इसलिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि यह अच्छी तरह से मुक्त है लेकिन प्रमुख घटक की दिशा के साथ नहीं तो हमें यह समझाने दें कि इस विशेष विश्लेषण में शामिल होने वाली प्रतियोगिता में समस्या क्या है फिशर लीनियर डिसक्रिमिनेट एनालिसिस का विश्लेषण इसलिए डेटा बिंदुओं के एक सेट पर विचार करते हैं जैसा कि हमने पिछले मामलों में भी माना है और फिर उसमें N1 डेटा बिंदु हैं जो कक्षा w1 में हैं और N2 डेटा पॉइंट हैं जो क्लास w2 में हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं कि N1N2N जो कि कुल डेटा बिंदु है और अब हम दिशा u के साथ एक पंक्ति पर विचार करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य एक दिशा प्राप्त करना है जहां यह पृथक्करण अधिकतम हो सकता है इसलिए हमें u पर डेटा xi के प्रोजेक्शन पर विचार करना चाहिए तो projection हो सकता है ऑपरेशन दो वेक्टर xi और u के मैट्रिक्स उत्पाद के रूप में या मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व में व्यक्त किया जा सकता है यह xiT और u का मैट्रिक्स गुणन xiTu है और यह हमें डेटा बिंदु yi का projection देगा यह कुछ भी नहीं है लेकिन 1 आयामी उप स्थान है जो इस डेटा को प्रदर्शित करता है जो कि उस रेखा पर सभी बिंदुओं के आसपास स्थित है अब हम मापने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्टेड डेटा को कैसे अलग किया जाता है क्योंकि उस प्रमुख के साथ तब हम उस हल को अधिकतम करने के लिए एक समस्या तैयार कर सकते हैं जिससे इसे अच्छी तरह से अलग किया जा सके तो इस मामले में हम कक्षा w1 में डेटा बिंदुओं के मीन m1 पर विचार करें और कक्षा w2 में डेटा बिंदुओं का मीन m2 है और इस दिशा के साथ इस दिशा के प्रोजेक्शन का मतलब u वेक्टर के साथ m1Tu और m2Tu के प्रोजेक्शन के रूप में गणना की जा सकती है इसलिए आलंकारिक रूप से हम यहां दिखा सकते हैं कि my1 और my2 और पृथक्करण का एक उपाय इन दोनों मीन का पृथक्करण हो सकता है इसका मतलब है कि वहाँ कितनी दूर है हम चाहते हैं कि यह माप कोई अधिक नहीं होना चाहिए यह मान अच्छी तरह से अलग किए गए दो समूहों में अधिक होना चाहिए इसलिए यदि हम इन दो मूल्यों के बीच के अंतर को पूर्ण अंतर मानते हैं तो यह हमें एक अलग माप देगा लेकिन यहां समस्या यह है कि यह डेटा के वरिएंस को कैप्चर नहीं कर रहा है इसलिए कुछ डेटा को बहुत अच्छी तरह से भरा जा सकता है बहुत हद तक इसे एक क्षेत्र में भरा जा सकता है और कुछ बहुत निकटता से समूह बारीकी से और प्रोजेक्शन के बाद हो सकते हैं इसलिए आदर्श रूप में हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास डेटा बिंदु होने चाहिए जो कि वे लगभग मीन के आस पास होने चाहिए और उन्हें बड़े पैमाने पर अलग किया जाना चाहिए तब केवल उन प्रकार के उपायों का मतलब है कि हम इस प्रोजेक्शन के लिए वांछनीय स्थितियों के मामले ले लेकिन यह केवल वैल्यू D द्वारा कैप्चर नहीं किया गया है तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं हमने इस D को सामान्य रूप से क्लास वेरिएंस के अनुपात के अनुसार किया तो वास्तव में हम इसे स्कैटर हुए कारक कहते हैं तो क्लास C से संबंधित डेटा का स्कैटर इस तरह से परिभाषित किया गया है जैसा यह प्रोजेक्टेड स्थान पर है S2 y∈c2 तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं यह डेटा बिंदुओं के मीन से मीन डेविएशन के औसत वर्ग का योग है और यह वेरिएंस के साथ एक आनुपातिक कारक है क्योंकि यह क्लास वेरिएंस और सैंपल की संख्या के क्लास वेरिएंस उत्पाद के अलावा कुछ भी नहीं है और जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि यहाँ m c क्लास C के मीन का प्रतिनिधित्व करता है और छोटा s वर्ग एक स्कैटर है तो पृथक्करण का माप एक ठीक माप हो सकता है Ju D2S12 S22 और हमारा उद्देश्य एक मान प्राप्त करने के लिए इस मान J को अधिकतम करना है और इसलिए प्रोजेक्टेड सैंपल का स्कैटर छोटा होना चाहिए आइए हम परिभाषित करते है स्कैटर मैट्रिक्स को मूल डेटा में तो स्कैटर मैट्रिक्स को क्लास के सैंपल C को मूल स्थान में जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं इसी तरह हम देख सकते हैं कि यह एक बहुआयामी स्थान है तो पहले हमारे पास केवल एक आयामी सबस्पेस था प्रोजेक्शन के लिए तो हम वेरिएंस की मानक परिभाषा को इस तरह उपयोग करते है इसका मतलब है स्क्वायर डेविएशन का उपयोग करना है मैट्रिक्स के इसी बाह्य प्रोडक्ट जो स्कैटर मैट्रिक्स को दर्शाता है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है तो इस क्लास में स्कैटर मैट्रिक्स जो कि स्कैटर मैट्रिक्स S1 और S2 के लिए S1 और S2 के योग जो कि स्कैटर मैट्रिक्स क्लास के अन्दर है को परिभाषित कर सकता है तो हर एक S1 के लिए हमें मानना होगा एक बार फिर उस परिभाषा को जिसका अर्थ है माना कि S1 के लिए हम m1 को मीन लेते हैं तो वेक्टर 𝑥−𝑚1𝑥−𝑚1𝑇 और यदि हम ध्यान देगें ith सैंपल पर तो ये ith तत्व और यदि इसमें N1 सैंपल हों तो S1 में तो हम यह दिखा सकते हैं कि यह क्लास स्कैटर मैट्रिक्स के भीतर इसके साथ कैसे संबंधित है तो यह इस रूप में लिखा जा सकता है तो हम देख सकते हैं कि यह दिशा u के साथ x का अनुमानित नमूना है तो हम uTx लिख सकते हैं इसी तरह इस की परिभाषा y के साथ u की दिशा में नमूनों का प्रोजेक्टेड मीन है तो यह uTm1 है तो इसे निम्न तरह लिखा जा सकता है S12 x∈W1uTx m1Tu तो हम लिख सकते हैं उसे सरल रूप से बीजीय रूप में और हम जब इसे इस तरह लिखते हैं तो हम पाते है कि कि वास्तव में यह एक आयाम है तो हम इसे ट्रांसपोज़ में रखें या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है हम इसे एक आसान रूप में लेते हैं डेविएशन के लिए और अंतिम डेविएशन के लिए भी तो हम देखते है यंहां u ट्रांसपोज़ को लिया है u को बाह्य रूप में और यह हमें देता है स्कैटर्ड मूल सैंपल क्लास W1 के लिए और यही कारण है कि यहाँ yT लिया है u ट्रांसपोज़ की जगह यह ट्रांसपोज़ की जगह हम इसे भी ले सकते हैं और दूसरी तरफ सन्दर्भ समय 2317 ले सकते हैं जो कि सही भी होगा परन्तु नोटेशन के लाभ यह हैं कि स्कैटर्ड मैट्रिक्स को अच्छी तरह से uT के अन्दर और u को इसी रूप में ले सकते हैं और अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि छोटे s12 स्कैटर मैट्रिक्स की क्लास के सम्बद्ध में इस पूरे विवरण में तो s12 कुछ नहीं है परन्तु uTs1u है उसी तरह s22 हो सकता है uTs2u और यदि हम उन्हें अनंत जोड़ दें तो दोनों S12S2 वर्ग को लिख सकते है uTSwu जहाँ Sw क्लास के स्कैटर मैट्रिक्स में है जैसा हमने दर्शाया है स्कैटर मैट्रिक्स क्लास के मध्य यह एक दूसरी परिभाषा है अब यह एक स्कैटर मैट्रिक्स है जो कि उन क्लासेस के मीन से बनी है तो यहाँ यह कैसी परिभाषा दी गयी है तो अब SB T यह दो वेक्टर के बीच के मीन को दर्शाता है तो यह वेक्टर के मीन का अन्तराल स्कैटर मैट्रिक्स को परिभाषित करता है और यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि पृथक्करण इससे जुड़ा हुआ है तो D2 जो कुछ भी नहीं है लेकिन दो प्रोजेक्टेड मीन के स्क्वायर डेविएशन को इस तरह से लिखा जा सकता है एक बार फिर पारम्परिक रूप से हम इसका उपयोग कर सकते है बाह्य गुणनफल का 2 से बाह्य गुणनफल मैट्रिक्स का प्रदर्शन तक एक आयामी टर्म के वर्ग को हम ऐसे दर्शा सकते हैं Ju uTSBuuTSWu अब यह भाग कुछ भी नहीं है लेकिन यह SB है और इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं और यह D2 से संबंधित है तो अंत में हम इस ओप्टिमाइजेसन फ़ंक्शन को फिर से लिख सकते हैं क्योंकि यह इन फैक्टर J को अधिकतम करने के लिए है जो D2S12 S22 है इसे दोबारा इस रूप में लिखा जा सकता है uTSBuuTSWu तो यह अनुकूलन की समस्या है कि आपको इसे अधिकतम करना होगा एक बार फिर u को इकाई वेक्टर होना चाहिए जो एक constraint है तो u ऐसा होना चाहिए कि यह दिखाया जा सके इसतरह से SW 1SBu u1SW 𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 तो हम यहाँ भाग नहीं देते हैं हम सीधे अंतिम समाधान देते हैं कि u एक इगन वेक्टर है इस विशेष मैट्रिक्स में यह इगन वेक्टर के 𝑆𝑊−1𝑆𝐵 के सामान है तथा हम यहाँ इगन वेक्टर की गणना करते है और अब हमें अधिकतम मान चाहिए जिसका मतलब है कि हमें मानना चाहिए इगन वेक्टर को अधिकतम इगन वैल्यू के बराबर तो और एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि SBu है इसमें इगन वेक्टर पहले है कि जो कि आसानी से देखा जा सकता है यदि हम इस विशेष SB के विस्तार पर ध्यान दें तो यह कुछ भी नहीं है परन्तु SB है तो इस भाग को जैसा कि हम देख सकते है यह डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर के अन्तराल का u के सन्दर्भ में हमारे पास एक स्केलर वैल्यू को होना चाहिए तो वह स्केलर वैल्यू कुछ k के सामान होगी तो आखिरकार यह एक्सप्रेशन कुछ नहीं है परन्तु यह एक वेक्टर है जो कि एक स्केलर टर्म है वो भी कुछ नहीं है बल्कि एक वेक्टर m1 m2 है तो SB का इगन वेक्टर भी m1 m2 होगा तो इस स्थिति में 𝑢𝑆𝑊−1𝑚1−𝑚2 यही हमारा समाधान है और इसी तरह हमें वह दिशा मिलेगी जहाँ से हमें अधिकतम पृथक्करण प्राप्त होगा प्रोजेक्ट के सैंपल का यह है कि फिशर के रेखीय विभेदक कैसे काम करते हैं तो मुझे समझाने दें इसे एक उदहारण की मदद से माना कि एक डेटा पॉइंट का सेट है और अब हम डेटा पॉइंट्स के सेट को अंकित करते हैं तो हमारे पास दिखाए गए 2 सेट X1 और X2 है जिन्हें हम रेखीय रूप में उपयोग करते हैं तो हम लीनियर डिसक्रिमिनेंट विश्लेषण का उपयोग करते हुए ओप्टिमम डायरेक्शन तथा FLD को प्राप्त करते हैं वास्तव में हम फिशर लीनियर डिसक्रिमिनेंटFisher's linear discriminant विश्लेषण का उपयोग करते हुए ओप्टिमम दिशा को प्राप्त करते हैं और हमें चाहिए कि पृथक्करण को लाइन ऑफ़ प्रोजेक्शन को जाचें एक वैकल्पिक रूप में PCA को पूरे डेटासेट पर उपयोग करते हैं क्योकिं PCA क्लास की सूचना पर विचार नहीं करता बल्कि वह पूरे डेटासेट और प्रमुख उद्देश्यों की दिशा को लेता है और पृथक्करण को प्रोजेक्शन पॉइंट पर जांचता है तो एक लीनियर डिसक्रिमिनेंट विश्लेषण को और उसे हल करने में यहाँ फिशर लीनियर डिसक्रिमिनेंट का उपयोग हुआ है हम इस प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं और यहाँ डेटा को दो मैट्रिक्स X1 एक समूह के सभी डेटा कॉलम वेक्टर और डेटा पॉइंट X2 है तथा दुसरे कॉलम वेक्टर दुसरे समूह में है तो X1 का मीन दिया गया है और m1 मीन 2 भी दिया है तथा m2 हमारे नोटेशन में है जिसे हमने पूर्व में समझाया है और यह हमारा स्कैटर मैट्रिक्स X1 तो यदि S1 एक स्कैटर मैट्रिक्स है तो S1 के लिए स्कैटर मैट्रिक्स X2 S2 की गणना भी कर सकते हैं हम इस क्लास को स्कैटर मैट्रिक्स में भी दर्शा सकते हैं अब यह S1 की परिभाषा है जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं तो इस क्लास में स्कैटर मैट्रिक्स S1S2 होगें जो कि दी गयी है और इसके हल के लिए हम SW 1 को लेते हैं और अब इसका m1 m2 के साथ गुणनफल करते हैं जो हमें एक नयी दिशा दे सकता है तो यह है u SW 1 और यह u की वैल्यू भी जानी जा सकती है यह एक इकाई वेक्टर हो सकता है या कोई और वेक्टर भी क्योकिं यह बस प्रोजेक्शन है तो यह मैग्नीट्युड का वेक्टर नहीं हो सकता है तो यह पृथक्करण है यदि हम ध्यान दे तो हम Y1 X1Tu को लिख सकते हैं जो कि हमने सभी डेटा पॉइंट्स X1 के प्रोजेक्शन के सन्दर्भ में लिया था तो हम सभी ऑपरेशन को मेट्रिक्स गुणनफल के उपयोग से कर सकते हैं और इसी तरह हम मान सकते हैं कि सभी डेटा पॉइंट्स X2 का प्रोजेक्शन u के सन्दर्भ में होगा तो हम इसे कॉलम वैक्टर के रूप में प्राप्त करेंगे यहां तीन डेटा बिंदु हैं तो यह Y1 पर प्रोजेक्ट होगें और Y2 पर प्रोजेक्ट होगें और हम देखतें हैं कि यह अंतराल निशित रूप से अलग है क्योकिं Y1 की सीमा 1931 से 222 है जबकि Y2 की सीमा 543 से 955 है जो कि निशित रूप से पृथक है जबकि अगर हम प्रिंसिपल को लेते हैं और हम प्रमुख तत्वों के विश्लेष्ण को पूरे डेटासेट पर करते हैं जो कि यहाँ दर्शाता है कि मेट्रिक्स X के सभी कॉलम वेक्टर के सारे डेटा पॉइंट्स को तो हमें मानना होगा डेटा पॉइंट X1 और X2 को संघ के रूप में प्रमुख तत्वों के जाँच का विश्लेष्ण जो हमने पूर्व में किया है सर्वप्रथम हम मीन वेक्टर S बार की गणना करेगें तथा उसके बाद कोवेरिएंस मेट्रिक्स और डेटा के वेरिएंस के तो विकर्ण तत्वों का योग जो हमें डेटा का कुल वेरिएंस देगा और हम इगन का उपयोग करते हैं जिसमें इगन वैल्यू की गणना और इगन वेक्टर का क्रम है मान जो कि हम दर्शा रहें है उसमें अधिकतम इगन वैल्यून 7296 है और इगन वेक्टर e1 e2 e3 होगें और यदि हम इगन वैल्यू और अधिकतम वेरिएंस को जानने में रूचि ले तो हम हमारे प्रमुख तत्व e1 को प्रमुख तत्वों की दिशा में प्राप्त करतें हैं इसलिए यदि हम इस दिशा में प्रोजेक्ट के सैंपल की पृथक्कता को जांचते हैं और हम उसी दिशा में प्रोजेक्शन को करते हैं तो निम्न मानों को प्राप्त करेगें हम देखते हैं कि कम से कम एक सैंपल को सन्दर्भ समय 3214 में दिखाया गया है उदहारण के लिए यहाँ मेरा मतलब है यह लगभग एक दुसरे से भिन्न होगें परन्तु यहाँ इसे इसके पहले मानों से कम तुलना की गयी है एक सैंपल यहाँ 1398 है जो कि हमारे Z 2 डेटा पॉइंट से अंतराल के बहुत करीब है तो पृथक्कता इतना अधिक नहीं है वास्तव में यह सन्दर्भ समय 3238 एक दुसरे को अधिक ओवरलेप नहीं करते परन्तु यह उस अविभाज्य के बहुत करीब है यह दर्शाता है फिशर डिसक्रिमिनेट विशलेषण की उपयोगिता को तो इसी के साथ हमें यहाँ रुकने दें और अगले व्याख्यान में इस विषय को जारी रखेगें Thank you very much for listening to my talk मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Keywords Fischer linear discriminant between class variance scatter matrix eigen faces कीवर्ड्स फिशर लीनियर डिसक्रिमिनेंट बिटवीन क्लास वेरिएंस स्कैटर मैट्रिक्स इगन फेस